आपका स्वागत है छात्रों हम बजट और बजटीय नियंत्रण के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षाओं में हमने विस्तार से चर्चा की है कि बजट क्या है और व्यापक पैमाने पर हमने मास्टर बजट के बारे में बात की है हमने मास्टर बजट पर वैचारिक रूप से चर्चा की और फिर हमने सीखा कि मास्टर बजट को कैसे तैयार किया जाए जहां हमने दो केसों को विस्तार से किया है और हमने दो कंपनियों के लिए बजट तैयार करके मास्टर बजट की अवधारणा को विस्तार से समझने की कोशिश की हैं मैंने आपको पहले ही बताया है इसके दो घटक हैं परिचालन बजट और वित्तीय बजट और अंत में हमने बजटेड आय विवरण और बजटेड बैलेंस शीट तैयार किया अब हम अगले भाग में जाएंगे मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि भले ही हमने इसे विस्तार से देखा है मास्टर बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है सभी क्षेत्रों इकाइयों और उप इकाइयों में प्रबंधन के निर्णय के लिए लागत नियंत्रण के लिए और कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के लिए लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं इसलिए हमें उन सीमाओं को समझना होगा हमें उन सीमाओं को उजागर करना होगा और फिर यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उन सीमाओं का समाधान क्या है सही है तो मास्टर बजट की सीमाओं का समाधान लचीला बजट और प्रसरण विश्लेषण है सही है इसलिए हम आज लचीले बजट पर विस्तृत चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें लचीले बजट की आवश्यकता क्यों है मास्टर बजट की सीमाओं के कारण इसलिए मास्टर बजट में उदाहरण के लिए हमने क्या किया हम बजट तैयार कर रहे थे और हमें बिक्री का स्तर दिया गया था हमने पहले ही बिक्री के स्तर का अनुमान लगाया है और यदि आप बिक्री के मूल्य के बारे में बात करते हैं तो कभी कभी हम लिख रहे थे कि उदाहरण के लिए तीन महीनों में हमारे पास बिक्री है 7 लाख रुपये या डॉलर या शायद 4 लाख या शायद ऐसा ही कुछ अलग अलग महीनों के लिए हम बात कर रहे थे तो ये तीन महीने हैं और हम 7 लाख 4 लाख 4 लाख के बारे में बात कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में हम यह अनुमान लगा रहे हैं फरवरी के महीने में हम इसकी आशा कर रहे हैं और मार्च महीना में हम बिक्री की इस राशि का अनुमान लगा रहे हैं तो आप इसे बदल सकते हैं बिक्री को इकाइयों में उदाहरण के लिए यहाँ हम 7 हज़ार यूनिट बनाने और बेचने की योजना बना रहे थे यहाँ यह 4 हज़ार इकाइयाँ हैं और र यह फिर से ४ हज़ार यूनिट है तो एक इकाई की लागत या विक्रय मूल्य 100 होना चाहिए इसलिए हमने बिक्री का कुल अनुमान जनवरी के महीने में 700 हजार फरवरी के महीने में 400 हजार और मार्च महीने में 400 हजार किया था अब फिर हम इन सब के लिए बजट तैयार करते हैं यहां बिक्री के साथ शुरू करते हैं और फिर हमने सभी लागतों को घटाया मतलब जब हम आय विवरण बजटीय आय विवरण तैयार कर रहे थे तो हमने बिक्री को शीर्ष पर ले लिया और फिर हमने सभी लागतों को घटाया और फिर हम परिचालन आय कितनी है ये निकलने लगे और उसी समय हमने बिक्री का स्तर ७ लाख रुपये या डॉलर या जो कुछ भी हो प्रत्याशित करने की कोशिश की फिर हमें पता चला कि बिक्री के इस स्तर के लिए हमें उत्पादन के लिए जाना होगा और फिर हमने खरीद खर्चों का अनुमान लगाया फिर परिचालन खर्चों और अन्य सभी चीजों के लिए और आखिरकार हमने नकदी और अन्य चीजों की कुल आवश्यकता का पता लगाया लेकिन अब आप देखते हैं इस बजट की प्रमुख सीमा स्थिर बजट है मास्टर बजट का अन्य नाम स्थिर बजट है इसलिए इस बजट की प्रमुख सीमा यह है कि आप केवल अनुमान लगा रहे हैं उत्पादन का एक स्तर और प्रदर्शन का यानि कभी कभी यह खतरनाक साबित हो सकता है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी के महीने में हम बाजार में बेचेंगे हमारी पूर्वानुमानित बिक्री कितनी होगी 700 हजार रुपये या डॉलर लेकिन यह कैसे सुनिश्चित है क्योंकि आप यहां बात कर रहे हैं जो भविष्य में कुछ होने वाला है हम केवल अनुमान लगा रहे हैं हम केवल इस स्तर पर योजना बना रहे हैं वास्तविक प्रदर्शन क्या वास्तव में 7 लाख रुपये होगा यह बिक्री 6 लाख 50 हजार रुपये या डॉलर की हो सकती है यह 7 लाख 50 हजार हो सकता है यह 8 लाख रुपये का हो सकता है तो जिस पल बिक्री की मात्रा बदलती है ठीक है आपके सभी अन्य अनुमान भी बदल जाएंगे आपकी लागत भी उसी अनुपात में बदल जाएगी क्योंकि उत्पादन की कुल लागत दो भागों में है एक परिवर्तनीय लागत है और दूसरा निश्चित लागत है तो उत्पादन और बिक्री के स्तर के साथ परिवर्तनीय लागत हर समय बदलती है हो सकता है निश्चित लागत समान हो लेकिन उत्पादन के सीमित स्तर तक क्या होगा उदाहरण के लिए आपने अनुमान लगाया था कि जनवरी के महीने में हमारी बिक्री 7 लाख होगी और इसके खर्च के लिए कुछ राशि एक्स तय किया लेकिन वास्तव में हमारी बिक्री बढ़ गई है 1 लाख रुपये की वृद्धि हुई है इसलिए शायद यह संभव है कि निश्चित व्यय 75 लाख तक नहीं बदले लेकिन अगर बिक्री इससे आगे बढ़ी तो हमारा निश्चित व्यय भी बढ़ेगा तो उस केस में क्या हो रहा है आपके पास बजट है केवल उत्पादन के एक स्तर और बिक्री के लिए शायद समग्र प्रदर्शन के लिए लेकिन यहाँ अब वास्तविक प्रदर्शन बदल गया है यह 6 लाख हो सकता है यह 8 लाख रुपये हो सकती है तो यह एक लाख कम अधिक हो सकता है अब आप इस बजट जिसे हमने यहां तैयार किया है का उपयोग कैसे करेंगे या नियंत्रण करने के लिए बजटीय जानकारी को क्योंकि नियंत्रण केवल तभी संभव है जब आप 7 लाख की योजना बनाते हैं और वास्तविक भी 7 लाख है फिर आप कह सकते हैं कि मेरी बिक्री 7 लाख रुपये की थी दरअसल हमने बाजार में 7 लाख रुपये में बेचा है तो इसका मतलब है बिक्री स्तर पर कोई प्रसरण नहीं है अब उत्पादन की लागत की जाँच करते हैं क्या कोई प्रसरण है हो सकता है ७ लाख रुपये की बिक्री के लिए उत्पादन की जो लागत अनुमानित है क्या हम उस स्तर को प्राप्त कर पाए हैं या लागत बजट से अधिक थी या लागत बजट से कम थी यदि यह अधिक था क्यों बढ़ गया है यदि कम था फिर नीचे क्यों आया है तो यही प्रसरण विश्लेषण हम करेंगे लेकिन उदाहरण के लिए यदि बिक्री स्तर अब 8 लाख हो गया है और आपका बजट 7 लाख के लिए है तब आप कुछ की तुलना करने जा रहे हैं बजट उत्पादन और बिक्री के कम स्तर के लिए है और वास्तविक प्रदर्शन 1 लाख अधिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है तो आप खर्चों के इन आंकड़ों की तुलना कैसे कर सकते हैं जो बिक्री के 7 लाख रुपये या डॉलर के लिए होने की उम्मीद थी इसका मतलब है यदि आप उस स्तर की तुलना करते हैं तो आपके प्रसरण सकारात्मक होने जा रहे हैं आप 7 लाख की लागत की तुलना कर रहे हैं 8 लाख के प्रदर्शन के खिलाफ तो आप कहते हैं कि सामग्री के लिए हमारी प्रत्याशित लागत यह थी दरअसल इस का मतलब है हमने कम खर्च किया है इसलिए हमारे लाभ में वृद्धि हुई है तो यह विश्लेषण का तरीका नहीं है हमारे पास बजट के कई स्तर होना चाहिए हमारे पास बजट का केवल एक स्तर नहीं हो सकता है मास्टर बजट या स्थिर बजट आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि हम जिस एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन की योजना बना रहे है और वास्तविक प्रदर्शन उसी के समान होगा ऐसा होने की उम्मीद नहीं है इसलिए अगर वह प्रदर्शन परिवर्तित होता है हो सकता है वह ऊपर जाए नीचे आए या लेकिन कम से कम उसी समान नहीं होगा जिसकी हमने योजना बनाई थी जिसकी लिए बजट बनाया था यदि ऐसा होता है तो बजट का क्या उपयोग होने वाला है क्योंकि उस समय जब वास्तविक प्रदर्शन आएगा उदाहरण के लिए वास्तव में यह 8 लाख होगा और आपके पास 7 लाख का बजट है तो उस समय पहले आपको 6 लाख या 8 लाख के लिए बजट तैयार करना होगा और फिर आप दोनों प्रदर्शन की तुलना करते है 6 लाख में बजटिय प्रदर्शन क्या था 6 लाख पर वास्तविक प्रदर्शन क्या है और फिर किसी प्रकार का प्रसरण है या नहीं तो इसका मतलब है आपने जो भी बजटीय व्यायाम ७ लाख इकाइयों या बिक्री मूल्य के लिए किया वो पूरी तरह से बेकार है मतलब फिर से आपको बजट तैयार करना होगा एक नवीन बजट आपको वास्तविक प्रदर्शन के बराबर तैयार करना होगा फिर से आपको पीछे मुड़ना होगा कि अब मेरा वास्तविक प्रदर्शन 8 लाख है अब मेरा बजट तो 7 लाख का है अब मुझे फिर से ८ लाख के लिए बजट तैयार करना है और फिर मुझे यह देखना है कि ८ लाख की बिक्री के के लिए परिवर्तनीय लागत कितनी अनुमानित थी स्थिर लागत क्या अनुमानित थी वास्तव में निर्धारित और परिवर्तनीय लागत कितनी है और मुनाफे का स्तर क्या है तो इसका मतलब है कि हमने जो बजट बनाया विस्तृत बजट उसका स्तर क्या है आप देखिए बजट प्रक्रिया कितनी जटिल है हमने स्थिर बजट के मामले में देखा है आप पहली अनुसूची के साथ शुरू करते हैं और इस छोटे से केस में जिस पर हमने चर्चा की वह केवल 3 महीने की अवधि एक तिमाही के लिए थी फर्म बहुत छोटी थी उनके परिचालन बहुत छोटे हैं लेकिन आप उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका परिचालन पूरी दुनिया में अलग अलग बाजारों में फैला हुआ है भले ही उन्हें अपनी भारतीय सहायक कंपनी के लिए बजट तैयार करना हो या उस कंपनी की जो कि भारत में उस बहुराष्ट्रीय परिचालन की सहायक कंपनी है और वे किसी दिए गए स्तर बिक्री उत्पादन और प्रदर्शन के लिए बजट तैयार करते हैं और वास्तविक प्रदर्शन अलग हो जाता है इसलिए फिर से विभिन्न स्तरों के लिए बजट तैयार करना वास्तविक प्रदर्शन के बराबर यह कितना जटिल है इसलिए हम क्या करते हैं की हम स्वयं को स्थिर बजट या मास्टर बजट तक सीमित नहीं रखते हैं बल्कि हम लचीले बजट की मदद लेते हैं इसलिए लचीले बजट के मामले में अब आज हम विस्तार से लचीला बजट और प्रसरण विश्लेषण पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस लचीले बजट और प्रसरण विश्लेषण में पहले हम स्थैतिक बजट की सीमाओं पर चर्चा करेंगे और फिर हम इस उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे कि कैसे लचीला बजट स्थिर बजट की सीमाओं को दूर कर सकता है और फिर आखिरकार लचीला बजट के बारे में वैचारिक रूप से बहुत स्पष्ट होने के बाद उनके उपयोग फायदे और स्थिर बजट पर श्रेष्ठता हम लचीले बजट को तैयार करना सीखेंगे या लचीले बजट की तैयारी के बारे में विस्तार से जानेंगे और फिर इसका मतलब है एक मिनी केस हम करेंगे इस केस में भी और फिर हम सभी संदेहों को स्पष्ट करेंगे यदि हमें स्थिर बजट को लचीले बजट से बदलना है हम लचीले बजट के लिए कैसे जाएंगे और कैसे लचीला बजट प्रबंधन नियंत्रण वित्तीय नियंत्रण परिचालन नियंत्रण में सुविधा प्रदान करता है और कैसे यह एक बेहतर तरीके समग्र प्रबंधन निर्णय लेने में उपयोगी हो सकता है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं यह स्पष्ट रूप से यहां लिखा गया है कि वास्तव में स्थिर बजट मास्टर बजट का सिर्फ एक और नाम है स्थिर का मतलब है उत्पादन का केवल एक स्तर जो स्थिर है उत्पादन का एक स्तर बिक्री का 7 लाख मूल्य 7 हजार यूनिट केवल एक स्तर लेकिन वास्तव में आप इसके बारे में निश्चित नहीं हैं और यह कभी भी सुनिश्चित नहीं होता है भले ही हम हर चीज़ की योजना भले दैनिक ही आप एक छात्र हैं और यदि आप शायद योजना बनाते हो आज पूरे दिन के लिए कि कहें मैं 3 घंटे अध्ययन करूंगा लेकिन शाम को आपको पता चलेगा कि या तो आपने चार घंटे पढ़ाई की है या आपने एक घंटे पढ़ाई की है तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारे दैनिक नियोजन प्रक्रिया में हम बजट से विचलित होते है तो वास्तविक रूप में व्यावसायिक संगठनों के प्रत्याशित या बजटीय प्रदर्शनों से विचलन अनुमानित है आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण बजटीय अभ्यास निरर्थक नहीं होना चाहिए अतः इसके लिए हमें लचीले बजट को अपनाना होगा एक और बात यह है कि मास्टर बजट केवल एक दी गई गतिविधि के एक स्तर के लिए तैयार किया जाता है यह प्रमुख कमी है मैंने अभी तुरंत आपके साथ चर्चा की कि यह केवल उत्पादन के एक स्तर गतिविधि के एक स्तर के लिए है और जब वास्तविक अलग है तो इसका मतलब है इसका शायद ही कोई उपयोग हो सभी वास्तविक परिणामों की तुलना मूल बजट राशि से की जाती है भले ही बिक्री की मात्रा मूल नियोजित से कम हो मैंने आपको बताया कि आप 7 लाख की योजना बनाते हैं और वास्तविक प्रदर्शन 8 लाख है और यदि आप बिक्री मूल्य 8 लाख के प्रदर्शन की तुलना बजट अनुमान के 7 लाख के साथ करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब है प्रसरण होने जा रहा है शायद यह संभव हो सकता है कि प्रसरण सकारात्मक हों इसलिए हमें खुशी महसूस करने का कोई और कारण नहीं हो सकता कि हमने 7 लाख इकाइयों की योजना बनाई थी और हमने 8 लाख रुपये या डॉलर की बिक्री की या इकाइयों की इसलिए जब हम आनुपातिक रूप से खर्च को देखते हैं तो आप कह सकते हैं बिक्री प्रसरण सकारात्मक है लेकिन खर्च प्रसरण नकारात्मक हो जाएगा क्योंकि 7 लाख की बिक्री के लिए कच्चे माल की आवश्यकता कम थी यह 8 लाख रुपये या डॉलर की बिक्री के स्तर पर चला गया है इसलिए प्रसरण नकारात्मक होगा लेकिन आखिरकार हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने वाले नहीं हैं यह संसाधनों समय और धन का अपव्यय है इसलिए स्थैतिक बजट की यह एक मुख्य कमजोरी है और हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर हम प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं और प्रदर्शन रिपोर्ट मूलतः एक सामान्य शब्द है जिसका आमतौर मतलब है बजट के साथ वास्तविक परिणामों की तुलना इसलिए यह तुलना तभी संभव होगी जब आपके पास दोनों प्रदर्शनों के समान स्तर हों वास्तविक बजट के समान हों फिर आप इसे अपना सकते है हाँ मैं 7 लाख रुपये की बेचने की योजना बना रहा हूं मैंने 7 लाख रुपये का बेच दिया है अब 7 लाख रुपये की बिक्री पर लागत क्या होनी चाहिए थी वास्तव में 7 लाख रुपये की बिक्री पर लागत क्या है क्या किसी प्रकार का प्रसरण है क्योंकि प्रसरण अपेक्षित या बजट राशि से वास्तविक राशि का विचलन है यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है लागत शायद कच्चे माल की लागत हमने अनुमान लगाया था कि 7 लाख रुपये की बिक्री के लिए कच्चे माल की लागत 3 लाख रुपये का है लेकिन वास्तव में कच्चे माल की लागत 25 लाख रुपये कम हो जाती है तो यह एक सकारात्मक बदलाव है हमें यह देखना होगा कि हमने बिक्री और उत्पादन के समान स्तर पर सामग्री की लागत को 50 हजार रुपये तक कैसे कम कर दिया हैं इसलिए हमें इसका अनुमान लगाना होगा अब दो कारण हो सकते हैं एक बात यह है कि प्रसरण सकारात्मक हो सकती हैं प्रसरण नकारात्मक हो सकती हैं जब बिक्री की 7 लाख डॉलर या रुपये की अनुमानित स्तर पर लागत कच्चे माल की प्रत्याशित लागत 3 लाख रुपये थी वास्तव में हम केवल 25 लाख का भुगतान करके कच्चे माल को खरीदने में सक्षम हुए इसका मतलब हमने 50 हजार रुपये बचाए हैं अब ५० हजार का सकारात्मक प्रसारणक्यों आ गया है इसके दो कारण हो सकते हैं या तो आपका खरीद विभाग बहुत ही कुशल है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ आपूर्तिकर्ता से सामग्री का इंतजाम किया है यह एक अच्छी गुणवत्ता की सामग्री थी इसलिए शायद जब हमने एक अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी है तो अपशिष्टों को गंभीरता से कम किया गया है और आगत के प्रति यूनिट वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई है तो सामग्री की कुल आवश्यकता स्वचालित रूप से नीचे आ गई है या एक और कारण यह हो सकता है कि वास्तव में हमने जो योजना बनाई बजट के स्तर पर या बजट के समय बनायीं थी वह 3 लाख की सामग्री के लिए थी लेकिन वह गलत नियोजन था वह एक गलत अनुमान था और वास्तव में सही अनुमान 25 लाख होना चाहिए था इसलिए पहली बात यह है कि अतिरिक्त सावधानी दक्षता के कारण खरीद विभाग की देखभाल के कारण यदि लागत में कमी आई है तो यह प्रशंसनीय प्रयास है और इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए लेकिन अगर वास्तव में लागत 25 होती तो यह एक गलत बजट अनुमान था हमने बहुत अधिक लागत का अनुमान लगाया था जो अतिरिक्त 50 हजार है तब बजट टीम पर इसके लिए कार्यवाई होनी चाहिए कि आपके बजट अनुमान सही नहीं हैं इसलिए अगर इस लागत को 25 पर नियंत्रित नहीं किया गया होता तो यह 3 लाख हो गई होती क्योंकि आपका बजट इस तरह कहता है तो हमें 50 हजार रुपये अतिरिक्त देने पड़ते और हमारे मुनाफे को कम कर देते तो किसके कारण वह प्रसरण हुआ था यह एक अनुकूल प्रसरण है प्रत्याशित लागत 3 लाख है वास्तविक लागत 25 है हमने 50 हजार बचाए हैं लेकिन हर समय यह महसूस न करें कि 50 हजार की बचत सिर्फ उत्पादन या खरीद विभाग के प्रदर्शन के कारण है यह शायद गलत बजट अनुमानों के कारण है वास्तविक लागत 25 लाख अनुमानित किया जाना चाहिए था किसी ने अतिरिक्त देखभाल नहीं की है किसी ने अतिरिक्त प्रदर्शन नहीं किया है और किसी को भी कुछ विशेष का भी पता नहीं चला है या कोई अतिरिक्त प्रयास किया है यह सिर्फ व्यापार के सामान्य संचालन के कारण है लेकिन बजट टीम द्वारा जो अनुमान लगाया गया था वह गलत था इसलिए किसी की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है इसके बजाय हमें यह कहना होगा अर्थात बजट टीम को इससे अवगत करना होगा कि उन्होंने कहां चूक की है तो दोनों तरह से यदि कोई नकारात्मक प्रसरण है उदाहरण के लिए अब अनुमानित लागत 3 लाख थी वास्तव में सामग्री की लागत 35 लाख हो गई है तो यह एक नकारात्मक प्रसरण है और इसकी जांच होनी चाहिए लागत क्यों बढ़ी है यही वास्तव में बजट बनाने का उद्देश्य है लेकिन अगर कोई सकारात्मक प्रसरण है तो खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक सकारात्मक प्रसरण है इसलिए हमें उस प्रसरण का विश्लेषण नहीं करना चाहिए दोनों तरीकों से जब प्रसारण विश्लेषण के एक न्यूनतम स्तर को पार करते हैं तब उनके जांच की आवश्यकता होती है अब विश्लेषण का न्यूनतम स्तर का क्या है विभेदों की जांच के विश्लेषण का न्यूनतम स्तर दो भागों में तय किया गया है कैसे वे विश्लेषण स्तर तय करेंगे दोनों के मामले में सकारात्मक और नकारात्मक प्रसारणों में विश्लेषण को दो तरीकों से तय किया जाएगा यह या तो प्रतिशत में हो सकता है या यह निरपेक्ष हो सकता है उदाहरण के लिए प्रतिशत वाला तरीका क्या है हम कहते हैं कि यदि प्रसरण १० प्रतिशत तक हैं पूर्ण मान में ५० हजार तक है तब हम इन प्रसरनो का विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि बजट का जो भी अनुमान है हमने तैयार किया है वे 10 प्रतिशत ऊपर या निचे हो सकते है कच्चे माल की लागत 10 प्रतिशत बढ़ सकती है कच्चे माल की लागत 10 प्रतिशत कम हो सकती है यदि वह प्रसरण मूल राशि या अनुमानित राशि के 10 प्रतिशत के भीतर है तो प्रसरण का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने इसके लिए पहले ही प्रावधान बना लिए हैं इसी तरह निरपेक्ष रूप में उदाहरण के लिए हम अपनी सीमा का स्तर तय करते हैं कि यदि प्रसरण 50 हज़ार रुपये या डॉलर कम या अधिक हैं तो विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा होने की उम्मीद है उदाहरण के लिए हमने फिर से अनुमान लगाया है कि कच्चे माल की लागत 3 लाख है अब वास्तव में यह 35 लाख या 25 लाख हो जाता है यह 50 हज़ार का प्रसरण है सकारात्मक और नकारात्मक इस प्रसरण का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जानते थे कि बजटीय और वास्तविक प्रदर्शनों में इतना अंतर होगा और ऐसा करने का दूसरा कारण क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रबंधन लेखांकन का मूल मंत्र दो चीजों पर आधारित है और ये दो चीजें लागत और लाभ हैं इसलिए जब आप प्रत्येक प्रबंधन निर्णय में लागत और लाभों के बारे में बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि आपके लाभ हमेशा लागत से अधिक होने चाहिए इसका मतलब है या आपके लाभ को हमेशा लागत को पीछे छोड़ना होगा किसी भी प्रबंधन निर्णय के लिए किसी भी प्रबंधन निर्णय के कार्यान्वयन के लिए यदि लागत लाभ से अधिक है तो यह एक अच्छा प्रबंधन निर्णय नहीं है यह एक अच्छा व्यापार निर्णय नहीं है इसलिए जब हमने 10 प्रतिशत या 50 हजार का यह सीमा स्तर तय किया है इसके बाद यदि प्रसरण 15 प्रतिशत है तो हम इसका विश्लेषण करेंगे यदि प्रसरण 50 हजार से अधिक है तो हम इसका विश्लेषण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थिति में करेंगे हमें पता है एक कारण यह है कि यह 10 प्रतिशत या 50 हजार हमारे प्रत्याशा के स्तर से परे है एक कारण दूसरा कारण यह है कि यदि आप इन प्रसरणओं का विश्लेषण करते हैं जो कि १० प्रतिशत या ५० हजार से अधिक हैं तो इन प्रसरणओं के विश्लेषण की लागत लाभ जो इस विश्लेषण से हम निकालना चाहते है की तुलना में बहुत कम होगी क्योंकि प्रसरण विश्लेषण की लागत भी होती है आपकी संपूर्ण बजट टीम या परिवर्तन विश्लेषण टीम को बैठना पड़ता है उन्हें साडी जानकारी एकत्र करनी पड़ती है उनके पास बजट की जानकारी है वास्तविक हमें पता लगाना पड़ेगा मतलब सभी विवरण तैयार करना है फिर हमें एक विस्तृत विश्लेषण करना होगा प्रतिशत या शायद पूर्ण मूल्यों के संदर्भ में तो यह लोगों का समय लेता है और वे लोग स्वतंत्र नहीं हैं वे महंगे लोग हैं विश्लेषण टीम महंगे लोग हैं इसलिए यह पूरी कवायद तभी की जानी चाहिए जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रसरण विश्लेषण की लागत निश्चित रूप से इस विश्लेषण से होने वाले लाभों की तुलना में कम होने वाली है तो इस कारण से यह सीमा स्तर तय किया जाता है 10 प्रतिशत या 50 हजार तय किया जाता है पूर्व निर्णय लिया जाता है कि यदि यह 10 प्रतिशत को पार करता है तो हाँ हम इसका विश्लेषण करेंगे और यदि यह पूर्ण मूल्य में 50 हजार को पार करता है तो हम इसका विश्लेषण करेंगे अन्यथा हम किसी भी प्रकार के प्रसरणओं के विश्लेषण के लिए नहीं जाएंगे ठीक है तो प्रसरण अपेक्षित या बजट राशि से एक वास्तविक राशि का विचलन है और इस केस में हमारे पास बजट के कई स्तर होने चाहिए बजट का एक स्तर नहीं जो स्थैतिक बजट की प्रमुख सीमा है इसलिए अब उदाहरण के लिए यदि आपके पास केवल स्थिर बजट है तो मास्टर बजट से उन वास्तविक परिणामों के प्रसरण परिवर्तन को स्थिर बजट प्रसरण कहा जाता है उदाहरण के लिए हम उनकी गणना कैसे करते हैं इसे देखिये वास्तविक प्रदर्शन यह है यह बजटीय प्रदर्शन है और यह है प्रसरण आप इसे कहते हैं जैसा कि सही है इसलिए उदाहरण के लिए आप इस पहले एक के बारे में बात करते हैं वह बिक्री मूल्य है 4 लाख रुपये यह बन गया है या बजट 380000 का था तो अब हमारे पास 20000 का अनुकूल प्रसरण है हमने 20000 रुपये अधिक का बेचा है और दूसरा भाग लागत हो सकता है कुल लागत बेचे गए माल की कीमत 380000 होने की उम्मीद थी लेकिन वास्तव में लागत में कमी आई है तो इस मामले में आप इसे इस रूप में कह सकते हैं कि यह एक और प्रसरण है तो बजटेड लागत क्या थी ३ लाख ८० हजार वास्तविक लागत घटकर ३ लाख ७० हजार हो गई है इसलिए यह १० हजार का प्रसरण है ठीक है तो अब हमारे पास केवल दो स्तर हैं एक बजट है दूसरा वास्तविक है सही है 3 लाख 80 हजार की बिक्री का बजट स्तर आपकी लागत 3 लाख 80 हजार होने की उम्मीद थी तो इसका मतलब है हम व्यापार में कोई लाभ हानि की आशा नहीं कर रहे थे लेकिन वास्तव में क्या हुआ है आपकी वास्तविक बिक्री बढ़ गई है लागत में कमी आई है तो एक प्रसरण है लेकिन जब आपका वास्तविक प्रदर्शन बजटीय प्रदर्शन के बराबर है तब केवल एक विश्लेषण करना संभव है तो यह एक स्थिर बजट प्रसरण या मास्टर बजट प्रसरण के रूप में जाना जाता है ये राजस्व प्रसरण हैं इस मामले में क्योंकि प्रदर्शन बदल गया है बजट 3 लाख 80 हजार था वास्तविक 4 लाख है इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि केवल बिक्री मूल्य 20 हजार अधिक हो गया है और व्यय उतनी ही राशि से नहीं बढ़ा होगा यह नहीं होने जा रहा है अगर बिक्री बढ़ने वाली है तो लागत भी बढ़ने वाली है लेकिन क्या लागत में समानुपातिक रूप से वृद्धि हो रही है मतलब 3 लाख 80 हजार बिक्री स्तर पर उत्पादन की लागत क्या होनी चाहिए थी और अब बिक्री की लागत 4 लाख रुपये हो गई है क्या यह आनुपातिक रूप से बढ़ गया है या उस अनुपात से अधिक या कम हुआ है जिसकी विश्लेषण की आवश्यकता है तो अब आपके पास बिक्री की 3 लाख 80 हजार स्तर के लागत की जानकारी है और वास्तविक प्रदर्शन 4 लाख हो गया है तो आप कैसे प्रसरण का विश्लेषण करते हैं आपको अब बेची गई वस्तुओं की कुल लागत को उसी अनुपात में रूपांतरित करना है जितना बिक्री के मूल्य में परिवर्तन है तो उसके लिए आपके पास बजट नहीं है क्योंकि आपके पास केवल एक स्तर के लिए स्थिर बजट है इसलिए इसके लिए हमें लचीले बजट की जरूरत है इसी तरह अब बात करते हैं अब खर्चों की हम यहाँ व्यय भाग के बारे में बात कर रहे हैं खर्चों के मामले में मास्टर बजट प्रसरण वास्तविक खर्च जो बजटीय खर्चों से अधिक होता है इसका परिणाम प्रतिकूल परिवर्तन होता है बजटीय बिक्री है 3 लाख 80 हजार वास्तविक बिक्री 20 हजार बढकर 4 लाख हो गई है तो लागत कैसे बढ़ी है आनुपातिक रूप से यह बढ़ गया है बिक्री या उत्पादन के 4 लाख रुपये पर लागत की क्या उम्मीद की गई थी क्या यह उसी अनुपात में बढ़ गया है या कम या ज्यादा हो गया है यह फिर से प्रसरण कहा जाता है और यदि वास्तविक व्यय जो कि बजटीय खर्चों से कम है तो अनुकूल व्यय या अनुकूल व्यय प्रसरण है तो यह दोनों तरह से यह संभव हो सकता है लेकिन दोनों ही मामलों में यदि यह सीमा स्तर से परे है तो हमें उन प्रसरणओं का विश्लेषण करना होगा अब उन सभी सीमाओं को हटाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बजट के एक स्तर और बिक्री के एक स्तर की सीमाएँ जो भी हों यदि वे एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं तो यह स्थिर बजट की सीमा है हमें इसे कैसे दूर करना है इसका जवाब है लचीला बजट एक लचीला बजट क्या है एक लचीला बजट या एक चर बजट वह बजट है जो बिक्री की मात्रा और अन्य लागत निर्धारको की गतिविधियों में बदलाव के लिए समायोजित करता है यानि यह एक बजट है जो स्वचालित रूप से बिक्री की मात्रा और अन्य लागत निर्धारको की गतिविधियों में बदलाव को समायोजित करता है तो हम इस मामले में क्या करते हैं क्योंकि इन दिनों आप जानते हैं कि हम सिस्टम पर कंप्यूटर पर बजट तैयार करते हैं इसलिए कंप्यूटर में जब हम किसी गतिविधि के एक स्तर के लिए बजट तैयार करते हैं उदाहरण के लिए 8 लाख रुपए की बिक्री तो वहाँ क्या करेंगे अब हम उस बजट को परिवर्तित करेंगे उदाहरण के लिए बिक्री 8 लाख रुपये है और वो 9 लाख हो जाता हैं या वे 7 लाख हो जाता हैं फिर लागत का अनुपात कैसे बदलेगा इसलिए हम सभी तीन स्तरों 7 8 और 9 लाख रुपये मूल्य की बिक्री के लिए लागत की गणना करते हैं और फिर हम सूत्र को सिस्टम में एक्सेल में डालते हैं और कहते हैं कि यदि बिक्री 8 लाख है तो यह कच्चे माल की लागत होने जा रही है यदि वे नीचे 7 लाख तक आते हैं तो कच्चे माल का प्रतिशत इतना है इसलिए स्वचालित रूप से सिस्टम को कच्चे माल की लागत को समायोजित करना चाहिए यदि वे 9 लाख तक जाते हैं तो स्वचालित रूप से सिस्टम इसे 9 लाख में परिवर्तित करें तो आपको क्या करना है उसके लिए आपको इस पूरी कवायद को अच्छी तरह से अग्रिम में बजट तैयार करते समय करना होगा और उचित फॉर्मूला तैयार करके फॉर्मूले को उसकी जगह रखना होगा इसलिए कल जो भी प्रदर्शन का वास्तविक स्तर होगा उसके लिए हमारे पास बजट है यदि आपके पास उसके लिए बजट नहीं है तो आप मुझे लगता है कि कुछ ही मिनटों में आप बजट तैयार कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले से ही सिस्टम में सभी चीजों को रखा है सभी सूत्र बदल जाते हैं जिस क्षण आप बिक्री के शीर्ष मूल्य बदल देते हैं तो अन्य आंकड़े या अन्य मूल्य स्वचालित रूप से बदल दिए जाते हैं इस तरह आपको बजटीय नकदी प्रवाह विवरण मिलता है आप बजटीय आय विवरण प्राप्त करते हैं बिक्री के परिवर्तित स्तर के लिए आपको बजटीय तल पट मिलती है यह केवल तभी होगा इसका मतलब है यदि आप पहले से ही इस लचीला या परिवर्तनशील बजट का अभ्यास कर रहे हैं जहां सभी सूत्र लगाए गए हैं सब कुछ सिस्टम में है और उसे हमें एक समय पर करना होगा इसलिए केवल स्थैतिक बजट पर निर्भर न रहें इससे आपको व्यापक अनुमान देना संभव है लेकिन यदि आप वास्तविक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली रखना चाहते हैं तो आपको लचीले बजट के लिए जाना होगा लचीले बजट फ़ार्मुलों के मामले में हम क्या करते हैं मतलब हमें कंप्यूटर में फॉर्मूले रखने होंगे लचीला बजट मास्टर बजट की तरह राजस्व की समान मान्यताओं और लागत व्यवहार के प्रासंगिक अंतराल पर आधारित है प्रासंगिक अंतराल का मतलब क्या है हम जानते हैं कि परिवर्तनीय लागत आनुपातिक रूप से परिवर्तनशील है जब बिक्री स्तर बदल जाता है जब उत्पादन 7 लाख होगा तो आपकी परिवर्तनीय लागत इतनी होगी क्योंकि मान लीजिये तैयार उत्पाद की 1 इकाई के निर्माण के लिए 10 यूनिट कच्चे माल की आवश्यकता होती है इसलिए यदि आप 2 इकाइयों का निर्माण करते हैं तो आपको 20 इकाइयों की आवश्यकता होती है यदि आप 3 इकाइयों का निर्माण करते हैं तो आपको 30 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए यह आनुपातिक रूप से बदल रहा है अब हम निश्चित लागत के बारे में बात करते हैं निश्चित लागत एक मशीन है 10 हजारों इकाइयां के विनिर्माण के लिए एक मशीन है 10 हजार इकाइयों के निर्माण के लिए उस मशीन या संयंत्र की अधिकतम क्षमता है यह संयंत्र की अधिकतम क्षमता है अब आप उस संयंत्र का उपयोग करके चाहे १० हजार इकाइयों का निर्माण करते हैं या आप उस संयंत्र का उपयोग करके ८ हजार इकाइयों का निर्माण करते हैं या आप उस संयंत्र का उपयोग करके ९ हजार इकाइयों का निर्माण करते हैं आपकी निश्चित लागत वही रहने वाली है इसका मतलब है कि संयंत्र को स्थापित करने के लिए हमने जो खर्च किया है और वार्षिक मूल्यह्रास दोनों की उसी अनुसार गणना की जाएगी यह बदलने वाला नहीं है कि यदि आप १० हजार इकाइयाँ की नही बल्कि ९ हजार इकाइयाँ का निर्माण करने जा रहे हैं तो आपकी निश्चित लागत घटने वाली है नही कुल निश्चित लागत समान रहती है प्रति यूनिट परिवर्तन होता है यदि आप 10 हजार की स्थापित क्षमता के मुकाबले 10 हजार का निर्माण करते हैं तो आपकी निश्चित लागत इष्टतम है लेकिन अगर उत्पादन 10 हजार से कम है तो आपकी प्रति यूनिट निश्चित लागत बढ़ जाती है क्योंकि कुल निश्चित लागत को उत्पादित इकाइयों की कम संख्या से विभाजित किया जाएगा तो यह तय लागत के मामले में होता है इसलिए निश्चित लागत उत्पादन के दिए गए स्तर पर समान रहती है जब उत्पादन में बढ़ोतरी उस सीमा से परे होती है उदाहरण के लिए इस मामले में 10 हजार यूनिट तब यह बढ़ता है लेकिन परिवर्तनीय लागत समान रहता है प्रति यूनिट यह समान रहता है एक इकाई जिसका आप निर्माण कर रहे हैं उसमे कच्चे माल की 10 इकाइयों की आवश्यकता है 2 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं कच्चे माल की 20 इकाइयों की आवश्यकता है 3 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं कच्चे माल की 30 इकाइयों की आवश्यकता है इसलिए परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन होता है लेकिन निश्चित लागत उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक वही रहती है तो इसका मतलब है हम उन धारणाओं को ध्यान में रख सकते हैं और उनको मानक सूत्रों में परिवर्तित करते हैं उन्हें कंप्यूटरों में डालते हैं और हम कह सकते हैं कि यदि आप 10 हजार इकाइयों का निर्माण और बिक्री करते हैं तो कच्चे माल की इतनी इकाइयों की आवश्यकता होती है यदि आप इसे 9 हजार तक कम कर देते हैं तो कच्चे माल की इतनी इकाइयों की आवश्यकता होती है और यदि आप इसे 6 हजार तक कम करते हैं तो कच्चे माल की इतनी इकाइयों की आवश्यकता होती है तो जिस क्षण आप बिक्री और उत्पादन या उत्पादन या बिक्री के स्तर को बदलते हैं स्वचालित रूप से कच्चे माल की लागत बदलने जा रही है तो इसीको एक लचीली बजट प्रणाली कहा जाता है लचीला बजट गतिविधि में परिवर्तन का प्रत्येक और प्रत्येक लागत और राजस्व पर प्रभाव को शामिल करता है जैसे ही राजस्व में परिवर्तन होता है स्वचालित रूप से बिक्री और लागत में परिवर्तन होता है तो आपने उस सिस्टम को कंप्यूटर में रखा है इसलिए यह बहुत उपयोगी है बहुत बहुत मददगार और वह स्थिर बजट नहीं है बल्कि वह परिवर्तनशील या लचीला बजट कहलाता है हम व्यावहारिक रूप से व्यावहारिक बजट तैयार करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि यह कैसे बेहतर प्रबंधन निर्णय लेने या बेहतर प्रबंधन नियंत्रण की सुविधा देता है अब इस केस में जब आप लचीली बजट प्रणाली के लिए जाते हैं तो आप यहां यह करते हैं कि हम फिर से लचीले बजट का उपयोग करके प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते हैं वास्तविक परिणामों से लचीले बजटों की तुलना करना एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन उद्देश्य को पूरा करता है क्योंकि आपके पास 10 हजार इकाइयां का वास्तविक प्रदर्शन हैं बजट भी हमारे पास 10 हजार इकाइयों के लिए आसानी से उपलब्ध है तो आप तुलना करते हैं उत्पादन और बिक्री की 10 हजार इकाइयों पर कितनी लागत की उम्मीद थी यदि आपके इसका उत्तर पास नहीं है लेकिन आपके पास सिस्टम में सूत्र है तो जब आप बिक्री स्तर बदलते हैं तो स्वचालित रूप से आप लागत प्रदर्शन को भी बदल पाएंगे और यहां तक कि सिस्टम स्वचालित रूप से प्रसरणओं की गणना कर देगा अंतिम स्तम्भ में सिस्टम दिखायेगा कि सामग्री लागत में अनुकूल प्रसरण या प्रतिकूल प्रसरण है श्रम लागत में अनुकूल या प्रतिकूल प्रसरण है और इसी तरह अन्य लागत प्रसरण की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी इसलिए कुछ ही समय में हमारे पास संपूर्ण प्रसरण उपलब्ध हो जाएगा जिन मामलों में प्रसरण ने न्यूनतम निर्धारित सीमा के स्तर को पार कर लिया था उस स्थिति में हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे लेकिन जो प्रसरण 10 प्रतिशत या 50 हजार की सीमा के भीतर हैं उदाहरण के लिए हम उस प्रसरण का विश्लेषण नहीं करेंगे और हम रिपोर्ट को बंद कर देंगे तो यह कुछ शुरुआत की चर्चा है बस मैंने लचीले बजट और उसके लाभों पर एक चर्चा आरम्भ किया है और इसके लाभ मान अंक और गुण पर और चर्चा चाहिए आप इसे प्रदर्शन के रूप में कह सकते हैं कि हम लचीले बजट कैसे तैयार करते है जिसके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूँगा